नमस्ते तो इस व्याख्यान में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थोड़ी और गहराई में समझेंगे पिछले व्याख्यान में हमने देखा है कि एक समानांतर प्लेट कैपेसिटरसंधारित्र के लिए संग्रहीत विद्युत ऊर्जा आधा CV वर्ग होती है ठीक है अब हम इस पर थोड़ा और विवरण देते हैं तो वहाँ आप देख सकते हैं कि ये 2 समानांतर प्लेट कैपेसिटर हैं और मान लें कि इनका क्षेत्रफल A के बराबर है ठीक है और फिर मैं विभव V लगा रहा हूं और फिर यह साइड व्यू side view है या क्रॉस सेक्शनल व्यू cross sectional view है और यह विद्युत क्षेत्र है ठीक है और इसलिए मान लें कि प्लस Q आवेश ऊपरी प्लेट पर है और माइनस Q चार्ज नीचे की प्लेट पर है और विभवांतर V है तो सूत्र के अनुसार हम जानते हैं कि C या कैपेसिटेंस ईपीएसलॉन A बटा D है अब यहां यह एप्सिलॉन वास्तव में एप्सिलॉन0 और एप्सिलॉनr का गुणनफल है और यह डाईइलेक्ट्रिक स्थिरांक विद्युत परमीबिलिटी पारगम्यता है यदि दोनों प्लेट के बीच में सिर्फ एक निर्वात या हवा होती तो एप्सिलॉनr को हम केवल एप्सिलॉन0 लिखते और तब हम जानते हैं कि ऊर्जा C गुणा V वर्ग के आधे के बराबर है अब हम जानते हैं कि बल क्या है बल वास्तव में dF है यदि किया गया कार्य W है तो dWdr या ऊर्जा का दूरी या विस्थापन के सापेक्ष पहला डेरिवेटिव बल होता है ठीक है तो इन दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रोस्टेटिक बल F होगा यह लंबवत बल है इसका मतलब है यह विद्युत बल ठीक है यह विद्युत क्षेत्र की दिशा है और यह भी मान लें कि यह विद्युत बल की दिशा भी है ठीक है एक प्लेट से दूसरी प्लेट की लंबवत दिशा W बटा d के बराबर है और W क्या है W संग्रहीत ऊर्जा है तो यह 12 C Vवर्ग d है अब यहां C epsilon0 Epsilonr A बटा d के बराबर है है तो यह d वर्ग बन जाएगा और शीर्ष पर V वर्ग ठीक है अब यहां ध्यान देने वाली एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एप्सिलॉन0 बहुत छोटा है यह 10 की पावर घात माइनस 8 या उसी ऑर्डर कोटि में माइनस 8 से माइनस 12 तक 1 सिस्टम में अलग अलग तरह से है अब ये बल आमतौर पर कम होते हैं इसलिए यह बल बहुत छोटा है क्योंकि d मैक्रो स्केल में है और बड़ा भी है आइए देखें कि यदि यह 1 सेंटीमीटर या उस जैसा है और फिर क्षेत्रफल और वोल्टेज सब कुछ उसी स्तर पर है सब कुछ उसी पैमाने पर है तो एप्सिलॉन0 की वजह से यह सामान्य बल बहुत छोटा है और इन 2 प्लेटों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक बल भी बहुत छोटा है लेकिन जब हम लघुकरण करते हैं तो यह d छोटा और छोटा होता जाता है तो अगर हमारे पास यह दो प्लेट कुछ नैनोमीटर की दूरी पर है तो उस स्थिति में मुझे 10 की पावर माइनस 9 नीचे मिल रहा है ठीक है तो यह 10 की पावर माइनस 9 उस एप्सिलॉन0 को हटा देता है और उसके कारण बल वास्तव में बहुत अधिक हो सकता है तो हम इसे बाद में कुछ उदाहरण के साथ देखेंगे तो अब यह सामान्य बल है आइए अगले मामले पर चलते हैं और अगला मामला यह है कि अनुप्रस्थ बल transverse force क्या है तो मान लें कि मेरे पास इस तरह की 2 प्लेट हैं तो यहाँ ये दोनों प्लेट बिल्कुल एक ही ज्यामिति की हैं मतलब दोनों की चौड़ाई लंबाई चौड़ाई मोटाई आदि समान हैं और ये दोनों प्लेट d दूरी द्वारा अलग किए गए हैं पिछले मामले से अंतर यह है कि अब वे बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नहीं हैं उनका ओवरलैपिंग एरिया x है यह नीचे की प्लेट है आइए हम कहते हैं कि दोनों प्लेटों को शुरू में एक ही स्थान पर ऊपर नीचे रखा गया था तथा फिर नीचे की प्लेट को थोड़ा दूर किया जाता है कुछ इस तरह से तो यह ऊपर की प्लेट है और यह नीचे की प्लेट है और फिर मैं नीचे की प्लेट को आगे बढ़ा रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि यह इस प्रकार है तो ओवरलैपिंग क्षेत्र जहां यह ये दो प्लेट हैं एक समानांतर प्लेट कैपेसिटर बना सकती हैं छोटा है और यह वास्तविक क्षेत्रफल से छोटा है से छोटा है जो कि d x है ओके है यह अक्ष रखा गया है क्योंकि अक्ष प्रणाली भी है तो यह X है यह Y है अब कैपेसिटेंस C b x epsilon0 भाग d के बराबर है इन दो प्लेटों के बीच की कैपेसिटेंस C bx epsilonr epsilon0 भाग d के बराबर है अब Q C गुणा V के बराबर है और W CV वर्ग के आधे के बराबर है दो प्लेटों के बीच कैपेसिटेंस और एक tangential force स्पर्शरेखा बल जोकि x दिशा में बल है तो यह गति की दिशा भी है तो स्पर्शरेखा बल F अनुप्रस्थ या अनुप्रस्थ दिशात्मक बल F अनुप्रस्थ डेल्टा w बटा डेल्टा x के बराबर होता है आइए इसे del del x into आधे CV वर्ग लिखें तो आधा CV वर्ग है आधा गुणा b x epsilonr epsilon0 V वर्ग भाग d है ठीक है तो अगर हम डेल डेल x करते हैं तो हमें b epsilonr epsilon0 Vवर्ग भाग 2 d मिलता है तो अब यहाँ आप देखते हैं कि विस्थापन x है इसलिए जब मैं प्लेट को हिलाता हूं तो मेरा अनुप्रस्थ बल उत्पन्न होता है लेकिन यह गति से स्वतंत्र होता है क्योंकि अनुप्रस्थ बल चाहे जो भी विस्थापन हो अनुप्रस्थ बल अंततः x के संबंध में स्थिर होता है तो अनुप्रस्थ बल एक समान ही रहता है चाहे विस्थापन x का मान कितना भी हो तो आइए हम दोनों लंबवत बल और अनुप्रस्थ बल को फिर से लिखें ठीक है तो हमने पाया कि लंबवत बल FN epsilon0 epsilonr bx गुणा V वर्ग बटा 2 d वर्ग के बराबर है और अनुप्रस्थ बल b epsilonr epsilon0 Vवर्ग भाग 2 d है तो इसके नीचे d गुणा V वर्ग ठीक है अब सबसे पहले आप देख सकते हैं कि लंबवत बल प्लेट के बीच की दूरी पर निर्भर है यानी प्लेट के बीच की दूरी d वर्ग है इसलिए जब हम प्लेट को स्थानांतरित करते हैं लंबवत रूप से या ऊर्ध्वाधर दिशा में बल बदलता है क्योंकि d बदल जाएगा लेकिन अनुप्रस्थ बल प्लेट के क्षैतिज गति के कारण है लेकिन यह प्लेट के विस्थापन के सापेक्ष में नहीं बदल रहा है ठीक है तो यह 1 बिंदु ध्यान देने योग्य है और इन 2 समीकरणों से मान लें कि हम इनको 1 और 2 कहते हैं तो अब समीकरण 1 को 2 से विभाजित करें तो हम कि FN बटा FT बराबर x बटा d प्राप्त कर सकते हैं x बटा d अब इसमें x विस्थापन होता है सही है कि हम एक प्लेट को दूसरी प्लेट से कितना शिफ्ट कर रहे हैं तो आमतौर पर माइक्रो स्केल सिस्टम के लिए x d से बहुत अधिक होता है x d से बहुत अधिक होता है क्योंकि 2 प्लेटों के बीच का अंतर को हम बहुत कम रखते हैं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 और यहां ध्यान देने वाली 1 बात यह है कि इस x को है या lateral movement पार्श्व गति को वास्तव में हम नियंत्रित करते हैं कि हम अपने उपकरण का डिजाइन कैसे बना रहे हैं और हम इसे कैसे गति प्रदान कर रहे हैं आदि लेकिन अनुप्रस्थ बल दो प्लेटों के बीच या दो परतो के बीच का अंतर है है तो तू यहां कुछ सूक्ष्म निर्माण या निर्माणकी कुछ सीमाएं हैं स्थिरांक हैं इस वजह से हम इसे बहुत अधिक नहीं बना सकते हैं हम इसे कभी कभी बहुतबड़ा नहीं बना सकते यह माइक्रोमीटर में होगा या जैसे 1 माइक्रोमीटर या कुछ नैनोमीटर में या जैसे नैनोमीटर स्केल में ठीक है कुछ 100 नैनोमीटर आदि तो आमतौर पर d जो 2 प्लेटों के बीच का अंतर होता है या वास्तव में हमारा उपकरण के 2 परतों के बीच का अंतर होता है बहुत छोटा है प्रत्यास्थ बल अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कुछ मूल बातें जान लेने के बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बल को यांत्रिक बल के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे जो कि हमने अपने पिछले मॉड्यूल में सीखा था इसलिए तो मैं पहले दो अलग अलग मामलों को चित्रित कर रहा हूं तो यह एक बंधी हुई प्लेट है जिसे A और B कहते हैं तो A A एक प्लेट है जो गति कर सकती है और इसको दो बीम द्वारा सहारा दिया गया है जो विपरीत दिशा में कुछ निश्चित सहारे द्वारा जुड़े हुए हैं जैसा कि इस छायांकित क्षेत्र द्वारा दिखाया गया है और यह प्लेट B पहले से ही नीचे की तरफ बंधी है अभी यहां कोई स्थिरवैद्युत बल नहीं है क्योंकि ये विद्युत से नहीं जुड़े हैं तो वहां कोई बल नहीं है और बीम A स्थिति में है जो मूल स्थिति है और हम कहते हैं कि उनके बीच का अंतर d है इन दो प्लेटों के बीच d है ठीक अब हम इससे विद्युत विभव को जोड़ते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है तो ये सपोर्ट हैं और नीचे की प्लेट नहीं चलेगी क्योंकि यह बंधी है कि यह गति नहीं कर सकती लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण के कारण ऊपर की प्लेट नीचे आ जाएगी तो यह सिर्फ ड्राइंग करने के कारण ऐसा हो गया लेकिन वास्तव में कोई भी बीम इस तरह झुकता नहीं है तो वैसे भी बिंदु यह है की नीचे और ऊपर की प्लेट आपस में और अधिक करीब हो जाती है क्योंकि ऊपर की प्लेट अब नीचे आती है इसलिए शुरू में हम कहते हैं कि यह यहाँ था और फिर यह कुछ दूरी y से नीचे आता है तो यह गैप जो पहले d था अब वह d माइनस y हो जाता है तो अब कुछ विद्युत विभव जुड़ा है कुछ विद्युत विभव जुड़ा है ठीक है तो यह दोनों स्थायी सहारा हैं यह वाला और यह वाला एक स्थायी सहारा है और यह एक स्थिर प्लेट है जो विद्युत रूप से ग्राउंड से जुड़ी है और ऊपर की प्लेट कुछ धनात्मक वोल्टेज लगी है ठीक है अब यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण होंगे और इसके कारण ऊपर वाली प्लेट A B के और भी करीब आ जाती है अब इस स्थिति में जब यह मुड़ी हुई है उस पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक बल क्या कार्य कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक बल इसे हम Fk कहते हैं यह माइनस ky के बराबर है इसलिए हमें दिशा को मानने की आवश्यकता है एक तरफ यह धनात्मक और दूसरी तरफ यह ऋणात्मक होनी चाहिए देखिए यह y विक्षेपण है और हम जानते हैं कि बल k गुणा x के बराबर है जहां k कठोरता गुणांक है आइए अब मान लें कि यह प्लेट जिस भी बीम से जुड़ी है उसका प्रभावी कठोरता स्थिरांक k है तो बल ऊपर की ओर कार्य कर रहा है और वह माइनस ky है क्षमा करें मैंने यहां गलत लिखा है यह इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है यह प्रत्यास्थ बल है यह यांत्रिक बल है यांत्रिक बल सही है तो यह प्रत्यास्थ बल है अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बल कितना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बल और जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि यह हमारा लंबवत बल है क्योंकि यहां दोनों प्लेटें बिल्कुल एक दूसरे पर हैं और कोई अनुप्रस्थ गति या क्षैतिज गति नहीं है केवल ऊर्ध्वाधर गति है तो बल w बटा d है इलेक्ट्रोस्टैटिक बल Fe w बटा d आधा CVवर्ग बटा d माइनस y से क्योंकि अब अंतर d नहीं है यह d माइनस y है और C को भी आधा epsilonr epsilon0 A बटा d माइनस y के रूप में लिखा जा सकता है epsilon A गुणा d बटा d यानी d घटा y भी लिखा जा सकता है तो d घटा y कैपेसिटेंस से भी आता है तो यह d माइनस y पूरे वर्ग में बटा V वर्ग हो जाता है अब ये बल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बल नीचे की ओर कार्य कर रहा है यह इस A प्लेट को खींच रहा है जबकि कठोरता जबकि कठोरता या प्रत्यास्थ बल इसे ऊपर की ओर खींच रहा है अत साम्यावस्था में दोनों बल समान होंगे अतः इलेक्ट्रोस्टैटिक बल प्रत्यास्थ बल के बराबर होता है और यह हमें आधा epsilonr epsilon0 A गुणा v वर्ग बटा d माइनस y पूरा वर्ग बराबर k y होता है तो बल संतुलन से हम पाते हैं कि आधा गुणा कुछ स्थिरांक गुणा V वर्ग बटा d माइनस y पूरा वर्ग बराबर k y है अब यदि हम इस d माइनस y पूरे वर्ग को दूसरी तरफ लेते हैं तो हमें y का एक घन समीकरण मिलता है जिसमें y घन पद होगा और इसे आप सामान्य गणितीय तकनीकों द्वारा हल कर सकते हैं और तब आपको 3 मूल प्राप्त होंगे क्योंकि यह एक घन समीकरण है और उस घन समीकरण से आप यह पता लगा सकते हैं कि कौन सा मूल किस तरह का है आप किस मूल की उपेक्षा कर सकते हैं या कौन सा काल्पनिक मूल है जो संभव नहीं है और कौन सा मूल उचित है और तदनुसार दूरी को हम प्राप्त कर सकते हैं कि दूरी कितनी है लेकिन इस घटना को और अधिक गंभीर रूप से समझने के लिए हमें इस समाधान को ग्राफिकल तकनीक से समझने की जरूरत है तो हम आगे यही करने जा रहे हैं समाधान A एक स्थिर समाधान है or but शीर्ष प्लेट वापस A स्थिति में आ सकती है समाधान का विलय होगा तो मैं यहां दोनों स्थितियों के लिए बल और विस्थापन के बीच में ग्राफ खींचने जा रहा हूं मतलब प्रत्यास्थ बल के साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक बल के लिए और 2 प्लेटों के बीच के अंतर के संबंध में इसलिए मैं बल F को kd द्वारा मानक मान रहा हूं जहां d प्रारंभिक विस्थापन है और फिर हमारे पास x अक्ष y पर विस्थापन है इसलिए चूंकि यह y बटा d है अतः y अधिकतम d हो सकता है तो यह 0 से 1 है अधिकतम संभव सीमा 0 से 1 है क्योंकि अधिकतम संभव सीमा यह है कि y अधिकतम d तक जा सकता है तो y बटा d अधिकतम संभव मान 1 है और हम देखेंगे कि बल कैसे लगता है अब आप हमारे व्यंजक से देखते हैं कि प्रत्यास्थ बल k गुणा y के बराबर होता है तो प्रत्यास्थ बल विस्थापन से सीधे संबंधित है सीधे रैखिक संबंध द्वारा संबंधित है तो हम हम यह प्रत्यास्थ बल खींच सकते हैं यह प्रत्यास्थ बल है ठीक है और यह प्रत्यास्थ बल 0 0 से होकर जाएगा क्योंकि y बराबर 0 पर F बराबर 0 है ठीक है तो प्रत्यास्थ बल F ऋण k y के बराबर है तो y बराबर 0 पर F बराबर 0 है और यह सीधे संबंधित है अब इलेक्ट्रोस्टैटिक बल क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक बल आधे गुणा ये कुछ नियतांक भाग d घटा y पूरे वर्ग है अब d घटा y पूरा वर्ग यह एक परवलयिक समीकरण की तरह है जैसे y वर्ग 4 अक्ष के बराबर है या आपके पास एक पक्ष y है जिसमें y वर्ग है और दूसरी तरफ आपके पास घात 1 है और दूसरी तरफ आपके पास घात 2 है तो यहां y में द्विघात है जबकि बल में एक घात है तो यह परवलयिक समीकरण है और जब y 0 है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बल का कुछ मान होता है यह प्रत्यास्थ बल की तरह 0 नहीं है इसका कुछ मान है ठीक है तो यह न्यूनतम मान है और जैसे ही y का मान कम होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बल और अधिक बढ़ जाएगा तो यह कुछ इस तरह होगा ठीक है अब तो यह बिंदीदार रेखा मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक बल है और निरंतर सीधी रेखा मेरी प्रत्यास्थ बल है और इस बिंदु पर एक समाधान है इस बिंदु पर एक समाधान है और हम इसे बिंदु a कहते हैं और बिंदु B पर एक और समाधान है जहां प्रत्यास्थ बल और इलेक्ट्रोस्टैटिक बल समान हैं अब आपको जिस दिलचस्प बिंदु पर ध्यान देना चाहिए वह यह है कि शुरू में शुरू में गैप d है सही है और कोई विक्षेपण नहीं है तो y बराबर 0 है तो प्रत्यास्थ बल 0 है शुरू में अंतर 0 है खेद है तो कि अंतराल d है तो शीर्ष प्लेट का विक्षेपण या विस्थापन 0 है इसलिए प्रत्यास्थ बल 0 है लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक बल के लिए कुछ मान है और वह प्लेट को ऊपर की ओर खींचने लगेगा अब जैसे जैसे यह ऊपर की ओर खींचता है तो प्रत्यास्थ बल द्वारा इसे नीचे की ओर खींचा जाता है क्योंकि विक्षेपण के बढ़ने से प्रत्यास्थ बल बढ़ता है तो F ky के बराबर है और विक्षेपण बढ़ रहा है तो प्रत्यास्थ बल बढ़ रहा है तो किसी बिंदु पर यह प्रत्यास्थ बल किसी बिंदु पर यह प्रत्यास्थ बल इलेक्ट्रोस्टैटिक बल के बराबर हो जाता है तो यह समाधान में से एक है लेकिन यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह एक स्थिर समाधान है क्योंकि आप देखते हैं कि अगर यह थोड़ा और बढ़ जाता है या अगर हम इसको दूसरी तरफ थोड़ा सा हिलाते हैं तो दूसरी तरफ थोड़ा सा इस तरफ या इस तरफ दाहिने हाथ की तरफ तब प्रत्यास्थ बल अभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक बल से अधिक है अतः प्रत्यास्थ बल अभी भी स्थिरवैद्युत बल से अधिक है तो यह इसे वापस खींचने में सक्षम होगा मेरा मतलब है कि प्रत्यास्थ बल शीर्ष प्लेट को मूल स्थिति में खींचने में सक्षम होगा या इसे A स्थिति में वापस खींच सकता है A स्थिति का समाधान लेकिन जैसे ही यह ऊपर की प्लेट अधिक और अधिक गति करती है या जैसे जैसे अधिक से अधिक नीचे जाती है तो यह दूसरे बिंदु पर पहुंच जाता है जो एक और समाधान है जो B समाधान B बिंदु है लेकिन इस बिंदु पर यदि आप ध्यान दें तो प्रत्यास्थ बल और इलेक्ट्रोस्टैटिक बल इस बिंदु पर समान हैं सही लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अगर यह बढ़ता है यदि किसी विक्षोभ के कारण ऊपर की प्लेट थोड़ा और नीचे जाती है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बल प्रत्यास्थ बल से अधिक होता है जो प्रत्यास्थ बल से अधिक होता है और उस मामले में उस स्थिति में क्या होगा यह ऊपर की प्लेट को नीचे की प्लेट की ओर अधिक से अधिक खींचेगा तो इसे खींचने वाला फिनोमिना कहा जाता है इसे खींचने वाली घटना कहा जाता है जहां शीर्ष प्लेट पर स्नैप होगा नीचे की प्लेट पर स्नैप करेगा ठीक है क्योंकि प्रत्यास्थ बल या यांत्रिक बल शीर्ष प्लेट को वापस अपनी जगह पर खींचने में सक्षम नहीं है क्योंकि आप यांत्रिक बल के लिए यांत्रिक देखते हैं बल F ky के बराबर है और y के साथ बढ़ रहा है जो कि रैखिक है लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक बल 2 की घात के साथ बढ़ रहा है इसलिए यह अधिक से अधिक बढ़ता है और फिर किसी बिंदु पर जब यह बहुत करीब होता है तो d 0 हो जाता है तो सैद्धांतिक या तकनीकी रूप से प्रत्यास्थ बल लगभग अनंत हो जाता है तो यह बल यह यांत्रिक बल इसे वापस नहीं खींच पाएगा तो हम यहां से क्या बता सकते हैं कि समाधान A स्थिर समाधान स्थिर समाधान है आइए हम इस समाधान को xa कहते हैं और हम इस समाधान को x कहते हैं क्षमा करें हमने y माना है तो y दें तो चलिए इसे ya कहते हैं और यह yb है समाधान A जो कि हमारा Ya स्थिर समाधान है तो समाधान A ya एक स्थिर समाधान है और y से कम ya या y ya से बड़ा है लेकिन y yb से कम है तो शीर्ष प्लेट हम वापस A स्थिति में आ जाएंगे A स्थिति में ठीक है और समाधान ya में विलय हो जाएगा यदि y yb से बड़ा है तो ऊपर की प्लेट को नीचे की प्लेट पर खींच लिया जाएगा या यह नीचे की प्लेट पर स्नैप हो जाएगी और इसे पुल इन pull in कहा जाता है इसे पुल इन कहा जाता हैओके और Bबिंदु पर समाधान जो कि yb है वह एक अस्थिर समाधान अस्थिर समाधान है अब एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ठीक है A बिंदु पर समाधान स्थिर समाधान है और B बिंदु पर समाधान अस्थिर है लेकिन जब यह पहले गति करना शुरू करता है तो यह पहले A को दाएं पार करेगा क्योंकि शुरुआत में y 0 के बराबर है और फिर जैसे ही इसे नीचे खींचा जाता है फिर यह 0 से y बटा d की ओर जाएगा ठीक है तो यह पहले A बिंदु को पार करेगा और फिर प्लेट के B बिंदु पर जाने का कोई कारण नहीं है अब क्या होता है क्या होता है यदि हम विद्युत विभव बढ़ा देते हैं तो आप गणितीय रूप से देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम विद्युत विभव बढ़ाते हैं तो यह वक्र ऊपर की ओर ज्यादा और ज्यादा बढ़ता जाएगा यह वक्र अधिक से अधिक ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा क्योंकि स्थिरांक बढ़ेगा और आपको कुछ इस तरह मिलेगा तो वक्र की प्रकृति समान होगी लेकिन यह ऊपर की ओर ओर बढ़ेगी ठीक है और ये दो बिंदु इसलिए अब बिंदु A और B बिंदु का इंटरसेक्शन प्रतिच्छेदन बिंदु यह है इस बिंदु पर है और किसी बिंदु पर यह विभव के किसी मान के लिए यांत्रिक बल और इलेक्ट्रोस्टैटिक बल एक बिंदु पर स्पर्श करेगा आइए कुछ ऐसा कहते हैं और यह वोल्टेज जहां प्रत्यास्थ बल और इलेक्ट्रोस्टैटिक बल केवल एक बिंदु पर मिलते हैं इसे पुल इन वोल्टेज या Vp कहा जाता है क्योंकि इस वोल्टेज से ऊपर किसी भी वोल्टेज पर कोई ऐसा बिंदु नहीं है जहां यांत्रिक बल प्रत्यास्थ बल इलेक्ट्रोस्टेटिक बल से अधिक है क्योंकि पुल इन वोल्टेज से ऊपर की वोल्टेज में इलेक्ट्रोस्टैटिक बल इस तरह जाएगा तो इस सब के लिए यह ys पहले से ही ऊपर है पहले से ही यांत्रिक बल से ऊपर तो ऐसा नहीं है कि यांत्रिक बल खींचने को प्रतिबंधित करने के लिए सक्षम नहीं होगा लेकिन अगर यह केवल इस बिंदु Vp से नीचे है तो ही यह इसे वापस मूल स्थान पर खींच पाएगा यह मूल स्थान है जो ऊपर की ओर है तो अगर यह केवल पुल इन वोल्टेज के नीचे है तो ही ये बीम इसे वापस मूल स्थान पर खींच पाएंगे या किसी अन्य समाधान से भी कम है जो स्थिर समाधान A बिंदु था अन्यथा यह नीचे की प्लेट पर स्नैप करेगा तो इस वोल्टेज Vp को पुल इन वोल्टेज कहा जाता है और इसके बारे में गणितीय व्युत्पत्ति हम अगली कक्षा में करेंगे